तो उपयोगकर्ता मोड से कर्नेल मोड में गुज़रना इसलिए यह सिस्टम कॉल के माध्यम से किया जाता है इसलिए इस आरेख में हम देख सकते हैं कि आम तौर पर जब उपयोगकर्ता प्रक्रिया निष्पादित कर रहे होते हैं तो वे उपयोगकर्ता मोड में मोड बिट बराबर 1 के साथ निष्पादित कर रहे हैं इसलिए यह 1 या 0 जो प्रोसेसर डिजाइनर द्वारा दर्शाया गया है तो इस विशेष उदाहरण में यह लिया गया है कि उपयोगकर्ता मोड के लिए मोड बिट 1 है और कर्नेल मोड के लिए मोड बिट 0 है इसलिए यह रिवर्स भी हो सकता है और ऐसे कई मोड बिट्स भी हो सकते हैं तो यह सिर्फ एक उदाहरण है इसलिए उपयोगकर्ता प्रक्रिया निष्पादित कर रहा है जैसा कि मैं बता रहा था सामान्य बयान जो वहां हैं इसलिए उन्हें उपयोगकर्ता प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और कुछ समय बाद एक सिस्टम कॉल होगा जब प्रोग्राम को सिस्टम संसाधनों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है इसलिए यह सिस्टम कॉल कर रहा होगा और जब सिस्टम कॉल किया जाता है तो यह सामान्य रूप से ट्रैप के निर्देशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होते हैं तो इसी अनुरूप प्रोसेसर डिजाइनर एक निर्देश सेट है आम तौर पर कुछ ट्रैप प्रकार के निर्देश होते हैं तो वे इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और ट्रैप इंस्ट्रक्शन कुछ विशिष्ट पतों के लिए सिस्टम का नियंत्रण स्थानांतरित करते हैं और ओएस डिजाइनर जो कुछ भी करते हैं वे उन ट्रैप संख्याओं में कुछ विशेष वेब सेवाएं डालते हैं इसलिए उपयोगकर्ता प्रक्रिया द्वारा किए गए सिस्टम कॉल के प्रकार के आधार पर संबंधित ट्रैप को लागू किया जाता है और फिर यह कर्नेल मोड में आता है और यह स्ट्ट्रैप निर्देश जब निष्पादित हो रहा होता है तो सिस्टम डिजाइनर आर्किटेक्चर डिजाइनर सुनिश्चित करें कि मोड बिट 0 के बराबर हो जाए इस बिंदु पर यह सिस्टम कॉल को निष्पादित करता है तो यह एक अधिक संरक्षित वातावरण में है और आप देख रहे हैं कि यह एक हिस्सा है कर्नेल भाग में जो कोड निष्पादित हो रहा है वह OS डिजाइनर द्वारा लिखा गया है जबकि जब कोई प्रक्रिया यूजर स्पेस यूजर प्रोसेस यूजर मोड में होती है तो वह यूजर द्वारा लिखे गए कोड को निष्पादित कर रहा होता है बेशक कुछ लाइब्रेरी रूटीन हैं जिन्हें उपयोगकर्ता मोड में भी निष्पादित किया जा सकता है जबकि उपयोगकर्ता द्वारा विकसित नहीं किया गया है लेकिन सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि जब कोई प्रोग्राम उपयोगकर्ता मोड में निष्पादित हो रहा है तो यह उपयोगकर्ता द्वारा लिखे गए कोड को निष्पादित कर रहा है और जब यह निष्पादन के कर्नेल मोड में जा रहा है तो यह कोड का एक टुकड़ा निष्पादित कर रहा है जो ओएस डिजाइनर द्वारा लिखित है इसलिए इन कोडों को अधिक सावधानीपूर्वक लिखा जाता है ताकि सिस्टम में कोई समस्या अवांछित समस्या न हो इसलिए यह सिस्टम कॉल एक्सेक्यूटे करता है इसलिए यह मोड बिट 0 के बराबर बना रहा है क्योंकि यह सिस्टम कॉल निष्पादित कर रहा है सिस्टम कॉल निष्पादन समाप्त होने के बाद यह वापस आ जाएगा और मोड बिट को 1 कर देगा और फिर यह सिस्टम कॉल से वापस आ जाता है और उपयोगकर्ता प्रक्रिया निष्पादन पर वापस चला जाता है तो हमें यह उपयोगकर्ता मोड और कर्नेल मोड मिल गया है कई बार हमें कुछ टाइमर रखने की आवश्यकता होती है तो एक टाइमर का उपयोग प्रक्रियाओं को अनंत लूप में रोकने के लिए किया जाता है टाइमर एक हार्डवेयर डिवाइस है तो वास्तव में जब आप एक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आप कैसे जानते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत अधिक सिस्टम संसाधन ले रही है बहुत अधिक सिस्टम संसाधन शायद CPU समय के संदर्भ में शायद कुछ प्रिंटर या कुछ अन्य सिस्टम संसाधन में तो आप कैसे जानते हैं कि यह बहुत अधिक समय ले रहा है तो उस उद्देश्य के लिए हम सिस्टम पर एक सीमा रख सकते हैं उस विशेष संसाधन के उपयोग की प्रक्रिया या अनंत लूप पर जाने वाली प्रक्रिया पर तो यह टाइमर शुरू करने के माध्यम से है जब टाइमर समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस समय तक प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए लेकिन यह अलग व्यव्हार कर रही है यही कारण है कि यह इस प्रकार का प्रदर्शन दे रहा है तो उस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता होती है इसलिए आम तौर पर कुछ सिस्टम सीपीयू समय की मात्रा पर एक सीमा डालते हैं जो एक प्रक्रिया उपयोग कर सकती है और जब वह समय समाप्त हो जाता है तो यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से समाप्त कर दी जाती है तो यह टाइमर हार्डवेयर डिजाइनर द्वारा प्रदान किया जाता है जो प्रोसेसर डिजाइनर है इसमें सिस्टम में टाइमर होना चाहिए तो टाइमर एक काउंटर है जिसे भौतिक घड़ी द्वारा घटाया जाता है तो कहते हैं शायद मैं एक टाइमर 10 सेकंड शुरू करता हूं इसलिए प्रत्येक भौतिक घड़ी के बाद वैल्यू 1 से कम हो जाएगा और फिर जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो यह कंप्यूटर को समय अवधि के बाद बाधित करेगा अब जब यह रुकावट आती है तो हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया ने इस समय तक संसाधन मुक्त नहीं किया है इसलिए हम उस प्रक्रिया की पहचान कर सकते हैं जो कि दुर्व्यवहार करने वाली है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम काउंटर को इस प्रकार सेट करता है कि विशेषाधिकार निर्देश है जो है कि प्रक्रिया को कितने समय के लिए निष्पादित करेगा और जब काउंटर मान 0 पर पहुंचता है तो व्यवधान उत्पन्न होगा और फिर ओएस नियंत्रण प्राप्त करने या प्रोग्राम को आवंटित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने से पहले काउंटर का मान सेट करेगा जो आवंटित समय से अधिक है तो हमारा मतलब यह है कि मान लीजिए मुझे एक सिस्टम मिला है जो सिस्टम में कई उपयोगकर्ताओं को मिला है इसलिए एक मल्टी यूजर या मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम में मूल आवश्यकता यह है कि हर प्रक्रिया या प्रत्येक उपयोगकर्ता को समय के बाद सीपीयू तक पहुंच प्राप्त हो शायद मैं देता हूं हर किसी के लिए निष्पक्ष होने के लिए हम यह तय कर सकते हैं कि हम उनमें से प्रत्येक को 2 सेकंड देंगे इसलिए जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यह 2 सेकंड की बात है किसी तरह सिस्टम को यह जानना है कि 2 सेकंड की समय सीमा समाप्त हो गई है तो यह कैसे जानता है तो यह 2 सेकंड के लिए एक टाइमर शुरू करने से जानता है और जब 2 सेकंड का टाइमर खत्म हो जाएगा तो 2 संभावनाएं हो सकती हैं 2 संभावनाएं हैं एक संभावना यह है कि जो प्रक्रिया 2 सेकंड दी गई थी वह 2 सेकंड के लिए निष्पादित नहीं होती है यह 2 सेकंड से पहले खत्म होती है और वापस आती है या यह 2 सेकंड के लिए निष्पादित किए बिना एक IO ऑपरेशन में जाता है इसलिए कि शायद एक प्रकार की स्थिति जब हम कहते हैं कि प्रक्रिया अच्छी है तो उनका उसका व्यवहार अच्छा है क्योंकि यह CPU समय का बहुत उपयोग नहीं कर रहा है यह दूसरों को निष्पादन की संभावना दे रहा है और दूसरी संभावना यह है कि प्रक्रिया लगातार 2 सेकंड का उपयोग करती है और यह बीच में नहीं रुकती है फिर जब यह टाइमर रुकावट आएगा तब ओएस को पता चलेगा कि यह प्रक्रिया पार हो गई है इस प्रक्रिया ने पूरी तरह से 2 सेकंड का उपयोग किया है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अब सिस्टम के नियंत्रण को नियंत्रित करता है और फिर यह सीपीयू से उस प्रक्रिया को हटा देगा और कतार में मौजूद अगली प्रक्रिया को चालू कर देगा और फिर इस प्रक्रिया को कुछ समय बाद निष्पादित किया जाएगा जब अन्य सभी प्रक्रियाओं को उनके मोड़ मिल जाएंगे और फिर से इस प्रक्रिया के लिए एक बारी है इस तरह यह चल सकता है तो यह टाइमर बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्रक्रिया प्रबंधन के रूप में जाना जाता है इसलिए हम इस प्रक्रिया को अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन आपको यह बताने के लिए कि एक प्रक्रिया एक कार्यक्रम है निष्पादन में यह प्रणाली के भीतर काम करने की एक इकाई है इसलिए कोई भी कार्यक्रम जो मैं ऐसा लिखता हूं अंततः सिस्टम द्वारा निष्पादन के लिए जा रहा है तो यह एक प्रक्रिया बन जाती है इसलिए जब मैं एक कार्यक्रम लिखता हूं तो मैंने कुछ कम्पाइलर का उपयोग करके इसका अनुवाद किया है और मुझे इसका मशीन कोड मिल गया है तो मशीन कोड जो उत्पन्न होता है उसे डिस्क में एक निष्पादन योग्य फ़ाइल के रूप में रखा जाता है तो यह एक निष्क्रिय इकाई है इसलिए यह निष्पादन के लिए सीपीयू नहीं ले रहा है लेकिन जब यह प्रोग्राम निष्पादन के लिए दिया जाता है तो उपयोगकर्ता प्रोग्राम को चलाना चाहता है तब प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है और इसे निष्पादित करना शुरू होता है तो यह सीपीयू समय और सभी का उपभोग करना शुरू कर देता है तो अब प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि कार्यक्रम एक निष्क्रिय इकाई है तो प्रक्रिया एक सक्रिय इकाई होने जा रही है कार्य को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को संसाधनों की आवश्यकता होती है जैसे कि सीपीयू मेमोरी आईओ फाइलें आदि जबकि एक कार्यक्रम सिर्फ डिस्क में रहता है तो यह सिर्फ कुछ डिस्क संसाधन ले रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं कुछ कार्यक्रम है प्रक्रिया के लिए CPU मेमोरी IO फ़ाइल के साथ साथ कुछ इनिशियलाइज़ेशन डेटा की आवश्यकता होगी कुछ डेटा वैरिएबल की आवश्यकता होगी इन्हें कुछ मानों के लिए इनिशियलाइज़ किया जाना है और सभी की आवश्यकता होगी प्रक्रिया समाप्ति जब एक प्रक्रिया तब समाप्त हो जाती है जब वह निष्पादित कर रहा होता है तो कई संसाधन लिए होते हैं इसलिए जब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो इन सभी संसाधनों को सिस्टम द्वारा वापस ले लिया जाना चाहिए और शायद अब इसका उपयोग किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तो प्रक्रिया समाप्ति के लिए किसी भी पुन प्रयोज्य संसाधनों की पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है हम बाद में थ्रेड के बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे लेकिन थ्रेड प्रक्रिया के भीतर CPU उपयोग की एक बुनियादी इकाई है तो एक प्रक्रिया के भीतर भी निष्पादन के कई अनुक्रम हो सकते हैं जो संभव हैं और ऐसा हो सकता है कि कई अनुक्रम वे समानांतर चलते हैं एक विशिष्ट उदाहरण इस तरह है मान लीजिए कि मुझे एक सर्वर कुछ वेब सर्वर मिला है और सिस्टम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं से कई अनुरोध आ रहे हैं अब वे सभी एक ही सर्वर प्रोग्राम को निष्पादित कर रहे हैं लेकिन इसके भीतर हर उपयोगकर्ता या सर्वर से जुड़ने वाले प्रत्येक क्लाइंट को एक अलग इकाई मिल गई है तो उन सभी को थ्रेड्स कहा जाता है तो इस अर्थ में एक प्रक्रिया के भीतर सीपीयू उपयोग की मूल इकाई एक थ्रेड है एकल थ्रेडेड प्रक्रिया के लिए निर्देश पूरे होने तक एक समय पर क्रमिक रूप से निष्पादित किए जाते हैं तो इस प्रकार की चीजें एकल थ्रेडेड प्रक्रिया है इसलिए यदि आप एक ऐसी प्रक्रिया को देखते हैं जिसे प्रोग्राम काउंटर मिला है जो निष्पादित करने के लिए अगले निर्देश का स्थान निर्दिष्ट करता है तो यह बहुत सामान्य है किसी भी सिस्टम के लिए जो भी प्रोग्राम हमें निष्पादित करना है इस प्रोसेसर में एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होगा जो यह बताएगा कि आगे किस निर्देश को निष्पादन के लिए दिया जाए एकल थ्रेडेड प्रक्रियाओं की तुलना में हमारे पास मल्टीथ्रेडेड प्रक्रिया हो सकती है जिसमें हमें एक प्रोग्राम काउंटर प्रति थ्रेड मिला है इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि उस वेब सर्वर प्रोग्राम के लिए कई थ्रेड हो सकते हैं और फिर प्रत्येक थ्रेड के लिए मुझे याद रखना होगा कि मैं किस स्टेटमेंट को निष्पादित कर रहा था तो कुछ अर्थों में आप कह सकते हैं कि हमें कई प्रोग्राम काउंटर मिल गए हैं प्रत्येक थ्रेड के लिए एक आमतौर पर एक प्रणाली में कई प्रक्रियाएं कुछ उपयोगकर्ता और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाएं होंगी वे एक या अधिक सीपीयू पर समवर्ती चल रही हैं तो यह सबसे सामान्य सबसे सामान्य परिदृश्य है तो हमारे पास कुछ उपयोगकर्ता कार्यक्रम और कुछ उपयोगकर्ता प्रक्रियाएं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाएं हो सकती हैं तो वे समवर्ती रूप से चलेंगे और एक ही सीपीयू हो सकता है एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं इसलिए शेड्यूलिंग नीति के आधार पर इस प्रक्रिया को इस CPU को दिया जाता है और फिर वे निष्पादित होते हैं इसलिए उनकी संगति को बनाए रखना होगा इसलिए थ्रेड के बीच सीपीयू को मल्टीप्लेक्स करके कॉन्क्वेरी किया जाता है इसलिए अगर मुझे 4 सीपीयू मिल गए हैं और 10 प्रक्रियाएं या 10 थ्रेड्स हैं तो मैं उनमें से सभी 10 को एक साथ निष्पादित नहीं कर सकता लेकिन मैं उनमें से 4 को ले सकता हूं 4 सीपीयू को दे सकता हूं 4 सीपीयू के 4 कोर को फिर कुछ समय बाद मैं इन 4 को वापस लेता हूं और निष्पादन के लिए 4 थ्रेड्स का एक और सेट देता हूं ताकि यह किया जा सके तो इस तरह से थ्रेड्स के बीच टाइम मल्टीप्लेक्सिंग की अवधारणा है इसलिए प्रक्रिया प्रबंधन गतिविधियों ऑपरेटिंग सिस्टम इन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है एक उपयोगकर्ता और सिस्टम प्रक्रियाओं को बना और हटा रहा है इसलिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो यह कुछ प्रक्रियाएं बनाता है और जब भी उपयोगकर्ता प्रोग्राम आते हैं तो वे कुछ प्रक्रियाएं बनाते हैं कुछ समय बाद इस प्रक्रिया में से कुछ समाप्त हो जाएंगे इसलिए हमें उन्हें हटाना होगा ताकि प्रक्रियाओं का निर्माण और विलोपन जोकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया प्रबंधन मॉड्यूल की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तब हम एक प्रक्रिया को स्थगित करना या कुछ प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाह सकते हैं इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि सीपीयू संसाधनों या IO संसाधनों की तरह एक प्रक्रिया हो सकती है इसलिए एक प्रक्रिया को निष्पादित करने से कैसे रोका जाए और अगर मैं इसे बीच में रोक देता हूं तो शायद मुझे बाद में इसे फिर से शुरू करना होगा तो आप इसे कैसे निलंबित करते हैं और आप ऑपरेशन को कैसे फिर से शुरू करते हैं फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए तंत्र कैसे प्रदान करें इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं प्रक्रियाओं के निष्पादन के बीच तालमेल बिठा सकूं तो ऐसा हो सकता है कि मुझे एक एप्लीकेशन मिला है जहां मुझे 2 प्रक्रियाएं पी 1 और पी 2 मिली हैं और यह मामला है कि पी 2 यह कुछ वैल्यू का उपयोग करता है जो पी 1 द्वारा गणना की जाती है इसलिए यह आवश्यक है कि मेरे सिस्टम में हालांकि पी 1 और पी 2 वे 2 समानांतर प्रक्रियाएं या समानांतर थ्रेड हैं इसलिए पी 1 को पहले निष्पादित किया जाना चाहिए और फिर पी 2 को निष्पादित किया जाना चाहिए तो P1 और P2 के बीच एक स्पष्ट सिंक्रनाइज़ेशन आवश्यकता है इसलिए एक अधिक सामान्य मामले में मैं सोच सकता हूं कि एक प्रणाली को इसमें कई प्रक्रियाएं मिली हैं और कुछ सिंक्रनाइज़ेशन आवश्यकताएं हैं जैसे कि अगर यह कहा जाए तो पी 1 पी 2 पी 3 पी 4 जैसे तब ऐसा हो सकता है कि P4 के लिए P1 की आवश्यकता है और P2 को खत्म कर देना चाहिए एक और प्रक्रिया पी 5 है जिसे पी 3 के खत्म होने के बाद ही निष्पादित किया जा सकता है और एक प्रक्रिया पी 6 है जिसे निष्पादित किया जा सकता है इसके बाद पी 4 और पी 5 दोनों खत्म हो गए हैं अब आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार का सिंक्रनाइज़ेशन इसलिए यदि मैं 6 स्वतंत्र प्रक्रियाएं बनाता हूं और इसे सिस्टम को देता हूं तो कहें कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पी 1 पी 2 से पहले सिस्टम पी 4 को कैसे निष्पादित नहीं करेगा तो यह सिंक्रनाइज़ेशन समस्या है कभी कभी हमें संचार के लिए कुछ तंत्र की आवश्यकता होती है जैसे कि कुछ डेटा आइटम जो पी 1 द्वारा गणना की जाती है पी 2 द्वारा उपयोग किया जाता है इसलिए प्रक्रियाओं के बीच कुछ संचार तंत्र होना चाहिए और एक विशिष्ट समस्या है जो तब होती है जब भी आपको इस प्रकार की कई प्रक्रियाएं मिलती हैं जिन्हें डेडलॉक की समस्या के रूप में जाना जाता है इसलिए डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जब कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है और सिस्टम थ्रूपुट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सभी प्रक्रियाएं वे एक दूसरे द्वारा गणना किए गए डेटा की प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं या सभी किसी अन्य द्वारा मुक्त होने के लिए किसी संसाधन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं वह प्रक्रिया फिर से अपने संसाधन को समाप्त करने के लिए किसी अन्य प्रक्रिया की प्रतीक्षा करती है इसलिए आखिरकार वे सभी प्रक्रियाएं चक्रीय स्थिति में चली जाती हैं और फिर हमें एक प्रणाली की स्थिति मिल गई है जहां पूरे सिस्टम में पूरी प्रणाली कुछ भी प्रगति नहीं कर रही है तो यह एक डेडलॉक की स्थिति है इसलिए हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे जब हम डेडलॉक पर चर्चा करेंगे तो यह इस प्रक्रिया प्रबंधन भाग की जिम्मेदारियां हैं फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और मॉड्यूल है जिसे मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है तो यहां काम एक कार्यक्रम को निष्पादित करना है सभी निर्देशों को मेमोरी में होना चाहिए इसलिए यह पहली बात है इसलिए किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में होना चाहिए क्योंकि सीपीयू केवल मुख्य मेमोरी में ही बात कर सकता है यह उस तरह सेकेंडरी स्टोरेज से बात नहीं कर सकता है इसलिए कार्यक्रम मुख्य मेमोरी में होना चाहिए इसलिए आदर्श रूप से पूरा कार्यक्रम मुख्य मेमोरी में होना चाहिए या ऐसा हो सकता है कि पूरा कार्यक्रम लोड न हो सके इसलिए हम कुछ ऐसी योजनाएँ देखेंगे जिनमें हम पाएंगे कि यदि हम प्रोग्राम का एक हिस्सा भी लोड करते हैं तो इसे CPU द्वारा सिस्टम द्वारा निष्पादित किया जा सकता है तो यह पहली आवश्यकता है दूसरी आवश्यकता यह है कि प्रोग्राम द्वारा आवश्यक सभी डेटा मेमोरी में होना चाहिए इसलिए प्रोग्राम कोड के अलावा मेमोरी में डेटा भाग भी होना चाहिए मेमोरी प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि मेमोरी में क्या है और कब इसलिए यह तय करना होगा कि हमें आवश्यकता है कि एक निर्देश निष्पादित करने के लिए मेमोरी में निर्देश कोड होना चाहिए और जिस चर पर यह निर्देश संचालित होता है वह मेमोरी में मौजूद होना चाहिए तो मेमोरी प्रबंधन नीति यह तय करना है कि सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रोग्राम सेगमेंट हैं मेमोरी में होने चाहिए जो डेटा सेगमेंट हैं जो मेमोरी में होने चाहिए और कितने समय में वे मान उपलब्ध होते हैं इसलिए यदि कोई प्रोग्राम अभी निष्पादित नहीं कर रहा है तो यह अनिवार्य नहीं है कि मेरे पास मेमोरी में लोड किए गए प्रोग्राम और डेटा वैरिएबल होने चाहिए इसलिए मेमोरी प्रबंधक निर्णय ले सकता है नहीं मैं इस हिस्से को अब मेमोरी में नहीं डालूंगा मैं इस स्थान का उपयोग कुछ अन्य प्रोग्राम के लिए डेटा और प्रोग्राम लोड करने के लिए करूंगा जिसे वर्तमान में निष्पादित किया जा रहा है तो इस तरह से मेमोरी प्रबंधन तय करेगा कि मेमोरी में क्या होना चाहिए और मेमोरी में कब होना चाहिए मेमोरी प्रबंधन गतिविधि इसलिए इस बारे में बात करते हैं कि वर्तमान में मेमोरी के किन हिस्सों का उपयोग किया जा रहा है और किसके द्वारा किन प्रक्रियाओं और डेटा को मेमोरी से बाहर ले जाने का निर्णय लिया गया है और आवश्यकतानुसार मेमोरी स्थान को आवंटित करना और डील करना तो ये मेमोरी प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन यदि आप देखते हैं तो उन्हें कई मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है इसलिए उनमें से एक प्रक्रिया प्रबंधन मॉड्यूल है इसकी जिम्मेदारियों को हमने अंतिम स्लाइड में देखा है तो यह स्लाइड हमें एक मेमोरी प्रबंधन भाग के बारे में बताती है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और जिम्मेदारी है तो क्या आवश्यक कार्य हैं जो इसे करना है फिर हमें स्टोरेज मैनेजमेंट पार्ट मिला है इसलिए OS सूचना संग्रहण का एक समान तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है इसलिए जब कोई प्रोग्राम निष्पादित हो रहा है तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंटेंट मुख्य मेमोरी से आ रही है या कंटेंट वहाँ नहीं थी मेमोरी में यह द्वितीयक स्टोरेज से आ रही है तो यह समझ में नहीं आएगा लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कार्यक्रम का कुछ हिस्सा मुख्य मेमोरी में है कुछ हिस्सा माध्यमिक स्टोरेज में और वह सब तो तार्किक रूप से पूरी चीज एक एकल स्टोरेज मुख्य मेमोरी सीपीयू रजिस्टर है फिर आपके डिस्क इसलिए वे सभी इस लॉजिकल स्टोरेज का हिस्सा हैं तो इस लॉजिकल स्टोरेज तक यह पहुंच एकसमान है इसलिए प्रोग्राम जब यह निष्पादित हो रहा है तो यह सब कुछ मेमोरी लोकेशन के रूप में देखता है और यह बताता है कि मुझे इस विशेष मेमोरी एड्रेस कंटेंट की आवश्यकता है और ओएस को यह देखना होगा कि क्या उपलब्ध है और अगर यह उपलब्ध है तो यह वैल्यू देगा यदि यह उपलब्ध नहीं है तो इसे द्वितीयक स्टोरेज से वैल्यू प्राप्त करना होगा और फिर वैल्यू वापस करना होगा तो इस तरह से हमें अलग अलग स्टोरेज मैनेजमेंट की समस्याएं मिली हैं इसलिए इस स्टोरेज प्रबंधन मॉड्यूल में लॉजिकल स्टोरेज इकाई के भौतिक गुणों का सार करेंगे तो इसे एक फाइल कहा जाता है तो इसमें फ़ाइलों का एक सेट शामिल होगा और जब भी इसे कुछ मेमोरी स्थान तक पहुंचना होता है तो शायद अंततः इसे एक फ़ाइल में देखना होगा इसलिए फाइलें कई अलग अलग स्टोरेज माध्यमों में संग्रहित की जाएंगी यह डिस्क में हो सकती है फ्लैश मेमोरी में हो सकती है उस टेप में हो सकती है असंख्य अलग अलग स्टोरेज मीडिया में जो मैं फाइलों को स्टोर करने के लिए रख सकता हूं और प्रत्येक माध्यम को डिवाइस ड्राइवरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए प्रत्येक डिवाइस अलग होता है जैसे कि डिस्क मेमोरी का संचालन फ्लैश मेमोरी के संचालन के समान नहीं है लेकिन एक ओएस डिजाइनर के रूप में अगर हम उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग विचार रखना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना जटिल हो जाता है तो क्या किया जाता है हमें डिवाइस ड्राइवर मिले हैं जो संबंधित उपकरणों से बात कर सकते हैं और जो इन सभी उपकरणों तक पहुंच को समान बनाता है इसलिए OS डिजाइनर के रूप में इसे डिस्क ड्राइवर इस डिवाइस ड्राइवर और इस डिवाइस ड्राइवर को संदेश भेजना होगा ताकि यह डिवाइस के लिए इसे कमांड में बदल सके तो ओएस दृश्य बिंदु से इस तरह से यह एक समान दृश्य है इसलिए जैसा कि आप जाते हैं कि डिवाइस ड्राइवर द्वारा समान दृश्य प्रदान किया जाता है और अगले स्तर पर डिवाइस ड्राइवर इसलिए उनके पास इंटरफ़ेस डिवाइस होगा और यह करने के लिए सटीक कमांड प्रदान करेगा तो उचित भिन्न गुण हो सकते हैं जिसमें पहुंच की गति क्षमता डेटा ट्रांसफर दर डेटा एक्सेस विधि आदि शामिल हो सकते हैं उदाहरण के लिए डिस्क उनकी पहुंच यादृच्छिक है तो डिस्क हेड को किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है और डिस्क घूम सकती है और हेड एक स्थान पर जा सकता है जबकि टेप प्रकार के उपकरण के लिए वहां पहुंच अनुक्रमिक है इसलिए यदि आपने स्थान x एक्सेस किया है तो अगली बार हेड केवल स्थिति x प्लस 1 पर होगा फिर x प्लस 2 पर केवल इतना ही होगा इस तरह यह एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाता है इस तरह टेप एक्सेस अनुक्रमिक है जबकि डिस्क एक्सेस प्रकृति में यादृच्छिक है क्षमता अनुसार अगर आप कहते हैं तो टेप क्षमता बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन डिस्क की क्षमता इतनी नहीं हो सकती है इसलिए डेटा ट्रांसफर दर डिस्क टेप से बेहतर होगी तो उस तरह स्टोरेज वहाँ है लेकिन स्टोरेज प्रबंधन एक मुद्दा बन जाता है इसलिए हमें उन नीतियों के बारे में सोचना होगा जिनके द्वारा हम गति और इन मॉड्यूलों के व्यवहार में अंतर का ध्यान रख सकते हैं तो यह फ़ाइल सिस्टम प्रबंधन के बारे में बात करेगा तो फाइलें यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और मॉड्यूल है जो हमारे पास है इसलिए फाइलें आमतौर पर डायरेक्टरी या फ़ोल्डर में व्यवस्थित होती हैं इसलिए अधिकांश प्रणालियों पर पहुंच नियंत्रण यह निर्धारित करने के लिए कि कौन पहुँच सकता है इसलिए पहुंच नियंत्रण नियमों का एक समूह है जो कहेगा कि किस फाइल को एक्सेस करने की अनुमति है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपको मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम या मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम मिला है तो कई उपयोगकर्ता हैं तो एक उपयोगकर्ता को स्वेच्छा से या अनजाने में कुछ अन्य उपयोगकर्ता प्रोग्राम कोड या फ़ाइल आदि या उस तरह के डेटा को संशोधित नहीं करना चाहिए इसलिए ऐसा हो रहा है या नहीं ओएस को उस पर कुछ नियंत्रण करना चाहिए तो फ़ाइल प्रबंधन नीति ऐसा करने के लिए इस पहुंच नियंत्रण तंत्र का उपयोग करता है तो फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली में ओएस गतिविधियों इसमें फ़ाइलों और डायरेक्टरी को बनाना और हटाना फ़ाइलों और डायरेक्टरी में हेरफेर करने के लिए प्राइमरी माध्यमिक स्टोरेज पर फ़ाइलों की मैपिंग स्थिर स्टोरेज मीडिया पर बैकअप फाइलें शामिल हैं इसलिए जब कोई प्रोग्राम अचानक से निष्पादित हो रहा है तो यह फ़ाइल खोलने का प्रयास कर सकता है लिहाजा वह सुविधा देनी होगी इसी तरह कोई प्रोग्राम फ़ाइल में पढ़ना या लिखना चाहता है इसलिए उस सुविधा को प्रदान करना होगा फिर फ़ाइलों को एक उचित संरचना में व्यवस्थित करने के लिए डायरेक्टरी संरचना प्रदान की जा सकती है फिर एक फ़ाइल नाम है मैं इसे कैसे ढूँढूं तो शायद कुछ डायरेक्टरी में एक फ़ाइल मिली है अब भौतिक में यदि यह एक डिस्क स्टोरेज है तो अंततः इसमें वह डायरेक्टरी और वहां सब कुछ नहीं है तो यह क्या है कुछ सेक्टर के पते वह फाइल कुछ सेक्टर के पते पर शुरू होती है इसलिए किसी फ़ाइल के लिए सेक्टर का पता कैसे लगाएं जैसे कि कंप्यूटर ने फ़ाइल x y z को खोलने के लिए कहा है अब संबंधित डिस्क सेक्टर संख्या क्या है जिसे ज्ञात करना है यही मैपिंग की समस्या है इसलिए स्टोरेज पते पर फ़ाइल का नाम मैपिंग करें इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है और कुछ समय के लिए इसलिए हमें बैकअप लेने की आवश्यकता है क्योंकि यदि कोई सिस्टम क्रैश होता है तब सभी कंटेंट खो जाएगी तो यह आवश्यकता है कि हमें कुछ स्थिर स्टोरेज में सिस्टम का कुछ बैकअप रखे तो द्वितीयक स्टोरेज प्रबंधन भाग इसलिए आमतौर पर डिस्क का उपयोग उन डेटा को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है जो मुख्य मेमोरी या डेटा में फिट नहीं होते हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए रखा जाना चाहिए इसलिए उन्हें डिस्क में रखा जाता है फिर उचित प्रबंधन का केंद्रीय महत्व है क्योंकि मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क बहुत धीमी है इसलिए जब मैं कहता हूं कि मेरे डेटा का कुछ हिस्सा मुख्य मेमोरी में फिट नहीं हुआ है इसीलिए मैंने इसे सेकेंडरी स्टोरेज में रखा है फिर मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब उस डेटा की आवश्यकता होती है तो उसे मुख्य मेमोरी में वापस ले लिया जाता है और उसे थोड़ा कुशल फैशन करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं उस विशेष डेटा को संदर्भित करने पर द्वितीयक स्टोरेज एक्सेस करना शुरू कर दूं तो यह पहुंच का समय बढ़ सकता है इसलिए अगर मैं थोड़ा सक्रिय हो सकता हूं अगर मैं डेटा को थोड़ा पहले प्राप्त कर सकता हूं तो हम उस डेटा को समय पर पा सकते हैं तो इस तरह यह स्टोरेज प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है और जब आप द्वितीयक स्टोरेज से मुख्य मेमोरी में डेटा प्राप्त करते हैं तो यह एक समस्या है तो उचित प्रबंधन का केंद्रीय महत्व है कंप्यूटर ऑपरेशन की संपूर्ण गति डिस्क सबसिस्टम पर टिकी है और यह एल्गोरिथम है तो डिस्क का उपयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जिसे हम डिस्क प्रबंधन भाग में आने पर देखेंगे इसलिए जहां तक ओ एस गतिविधियों का संबंध है तो इसमें स्वतंत्र स्थान प्रबंधन शामिल है इसलिए फाइल सिस्टम से बनाई और डिलीट हो रही हैं तो तो इस तरह से डिस्क पर खाली स्थान बन जाता है अब कुछ समय बाद पूरी डिस्क शायद इस छोटे छोटे खाली स्थानों में खंडित हो जाएगी जो हमारे पास है तो जो हमें इस सभी रिक्त स्थानों का एक साथ उपयोग करने से रोकता है इसलिए यह खाली स्थान प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है फिर स्टोरेज आवंटन इसलिए आप उस प्रक्रिया के लिए डिस्क कैसे आवंटित करते हैं जो एक फ़ाइल बनाना चाहती है इसलिए यह स्टोरेज आवंटन एक समस्या है फिर डिस्क शेड्यूलिंग इस बारे में बात करता है कि यदि विभिन्न प्रक्रियाओं से डिस्क को एक्सेस करने के लिए कई अनुरोध हैं तो किस क्रम में हम उन एक्सेस प्रदान करते हैं क्योंकि यह एक विद्युत उपकरण है इसलिए डिस्क हेड मूवमेंट में समय लगेगा इसलिए यदि इसे ट्रैक नंबर 1 से 10 तक जाना है तो इसे करने के लिए कुछ अच्छी मात्रा में समय लगेगा इसलिए अगर मैं अपने सभी अनुरोधों को इस तरह से निर्धारित कर सकता हूं कि इस गति को कम से कम किया जाए तो मुझे सिस्टम से बेहतर प्रदर्शन मिलेगा तो यह डिस्क शेड्यूलिंग एक महत्वपूर्ण समस्या है कुछ स्टोरेज तेज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑप्टिकल स्टोरेज मैग्नेटिक टेप की तरह तृतीयक स्टोरेज की तरह उन्हें बहुत तेज नहीं होना चाहिए लेकिन क्षमता बहुत बड़ी होनी चाहिए लेकिन फिर भी उन्हें ओएस या अनुप्रयोगों द्वारा प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है फिर हमें कैश मेमोरी की अवधारणा मिली है तो यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि डेटा को कई स्तरों पर रखा जा सकता है और कैश कुछ ऐसा है जो सीपीयू के सबसे करीब है तो इस तरह से जब यह कैश एक्सेस किया जाता है तो हो सकता है कि डेटा कैश में उपलब्ध हो तो मुख्य मेमोरी एक्सेस या सेकेंडरी स्टोरेज एक्सेस हो जिससे बचा जा सके तो इस तरह मेरे पास प्रदर्शन में सुधार हो सकता है इसलिए यह तेजी से स्टोरेज प्रदान करता है और कैश आकार छोटा है स्वाभाविक है कि कैश का आकार छोटा होगा क्योंकि कैश की लागत अधिक होती है इसलिए आप किस डेटा को कैश में स्टोर करते हैं और आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं यह कैश की प्रबंधन नीति निर्धारित करेगा और यह सिस्टम के प्रदर्शन का निर्धारण करेगा इसलिए यदि आप स्टोरेज के विभिन्न स्तरों पर गौर करते हैं तो उनके पास सीपीयू रजिस्टर होता है विशिष्ट आकार 1 किलोबाइट से कम होता है कैश यह 16 मेगाबाइट मुख्य मेमोरी 64 गीगाबाइट फिर सॉलिड स्टेट डिस्क 1 टेराबाइट मैग्नेटिक डिस्क जैसे 10 टेराबाइट से कम होता है तो आकार वास्तव में रजिस्टर से मैग्नेटिक डिस्क की दिशा में बढ़ रहा है दूसरी ओर कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी विभिन्न कार्यान्वयन प्रौद्योगिकियां हैं पहुंच का समय एक महत्वपूर्ण कारक है इसलिए यदि आप देखते हैं कि सीपीयू का उपयोग समय पंजीकृत है तो वे नैनोसेकंड की सीमा में बहुत कम हैं जबकि यदि आप मैग्नेटिक डिस्क पर जाते हैं तो यह बहुत अधिक हो रहा है बैंडविड्थ कितने मेगाबाइट प्रति सेकंड आप इसे स्थानांतरित कर सकते हैं सीपीयू रजिस्टर यह उच्चतम है और जैसा कि आप चुंबकीय डिस्क पर जाते हैं तो यह कम है इसलिए आपके पास किस प्रकार का डेटा है और यह कितना महत्वपूर्ण है इस पर निर्भर करता है कि इसकी कितनी बार जरूरत है तो आप उस स्तर को तय कर सकते हैं जिस पर आप उस विशेष डेटा को रख रहे होंगे तो यह निर्णय ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा लिया जाना है अगला हमारे पास है इसलिए ये हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में माइग्रेशन डेटा हैं इसलिए मैंने पहले ही इस कैश सुसंगतता समस्या पर चर्चा की है जो आ सकती है क्योंकि डेटा आइटम सभी स्तरों के अनुरूप होना चाहिए तो हमने इसे IO सबसिस्टम कहा है हमें यह मिल गया है आईओ डिवाइस सिस्टम में हैं इसलिए सिस्टम के उपयोगकर्ता के रूप में आपको प्रत्येक IO डिवाइस को अलग से नहीं देखना चाहिए इसलिए मेरे पास एक समान इंटरफ़ेस होना चाहिए इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे एक सुविधा प्रदान करना चाहिए जिसके द्वारा इस समान IO डिवाइस एक्सेस को पूरा किया जा सके फिर सुरक्षा सुरक्षा तंत्र हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी है मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम के लिए इसलिए मुझे एक से अधिक उपयोगकर्ता नहीं मिलने चाहिए एक उपयोगकर्ता को अन्य उपयोगकर्ता या अन्य उपयोगकर्ता के प्रोग्राम द्वारा डेटा तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए इसी तरह यूजर आईडी के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान की जानी है और इसलिए बाद में इस सुरक्षा संरक्षण के मुद्दों पर जाना होगा इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यह कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है यह सिस्टम को उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से प्रयोग करने योग्य बनाता है कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करता है इसलिए हमने चर्चा की है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और हमने देखा है कि विशिष्ट गतिविधियाँ जो प्रक्रिया प्रबंधन मेमोरी प्रबंधन स्टोरेज प्रबंधन और सुरक्षा हैं इसलिए क्रमिक कक्षाओं में इन चीजों को एक एक करके देखा जाएगा और उसी के साथ जारी रखा जाएगा